ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड विश्लेषण और डिज़ाइन के मॉड्यूल 4 में आपका स्वागत है हमने अभी तक सॉफ्टवेयर विकास की कठिनाइयाँ पर ध्यान दिया है और क्या हैं कुछ जटिलताओं को देखें सॉफ्टवेयर विकास की कुछ जटिलताओं के स्रोत और फिर पर्याप्त रूप से उपकरण इस जटिलता को संभालने में सक्षम होने के लिए पिछले मॉड्यूल मॉड्यूल 3 में हमने सैंपल सिस्टम के 5 मूल गुण निकाले हैं हम समझ गए हैं कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम को विकास के लिए परिभाषित करने की आवश्यकता होगी अब हम विश्लेषण और डिजाइन समस्या के करीब आने की कोशिश करते हैं और इस पर गौर करेंगे कि हम जटिलता को बेहतर तरीके से कैसे संभालते हैं तो यह मॉड्यूल मुख्य रूप से जटिलता को संभालने वाले दृष्टिकोणों से संबंधित होगा मॉड्यूल की रूपरेखा आपकी स्लाइड के बाईं ओर है अब जटिलता से निपटने के संदर्भ में हम दृष्टिकोण को केवल 2 भागों में विभाजित करते हैं या परिभाषित करते हैं और हमें पता चलता है कि जटिलता को संभालने के 2 भाग हैं 1 हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज कंपलेक्सिटी के मानक रूप इसलिए कोई भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम कहा जाता है जटिलता का दूसरा भाग दुर्भाग्य से आज जो खड़ा है वह अव्यवस्थित है और इससे हमें निपटना है एक प्रमुख या महत्वपूर्ण घटक या विश्लेषण और डिजाइन की पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण घटक एक मानवीय खेल है क्योंकि यह एक मानवीय प्रक्रिया है इसलिए दुर्भाग्य से मानव क्षमता का एक गंभीर सीमा है और इससे समग्र विश्लेषण और डिजाइन समस्या मैं जटिलताउत्पन्न होती है हम बहुत सी जानकारी को साथ में संभाल नहीं सकते इसलिए जब हम पहली बार एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम का सामना करते हैं तो सरल शब्दों में हम बस खो जाते हैं कोई भी व्यक्ति इसमें पारंगत नहीं हो सकता इसलिए हम एक तरह का संघर्ष करते हैं जिसमें एक बच्चे को पानी में फेंक दिया जाए और वह तैरना सीखने की कोशिशकरता रहे इसलिए जटिलता के इस पहलू को डिसऑर्गेनाइजड कंपलेक्सिटी के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसे संभालने से पहले अभी भी बहुत कुछ है जिसे तकनीकों उपकरणों और समझ के संदर्भ में विकसित करने की आवश्यकता है यह उन मुद्दों का एक प्रमुख स्रोत है जो बढ़ते ही रहेंगे तो पहले हम ऑर्गेनाइजड कंपलेक्सिटी कहा जाता है आइए एक नजर डालते हैं इसलिए हमने पर्सनल कंप्यूटर की संरचना का विश्लेषण किया पर्सनल कंप्यूटर से बना है और स्वाभाविक रूप से हम इस पदानुक्रम को पहचानते हैं इसलिए यह पदानुक्रम एक तरह की रचनात्मक पदानुक्रम है इसलिए यदि आप इसे शीर्ष से देखते हैं हम इसे एक डीकंपोजिशन हाइरारकी मिलेंगे अगर मैं टूट गया यदि मैं एक एएलयू हैज अ है

इसके विपरीत मान लें कि अगर मैं सीपीयू को देखता हूं तो मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि सीपीयू मेरा मतलब है कि सीपीयू आदि हो सकता है तो यह सभी विभिन्न प्रकार के अल्फा सीपीयू है लेकिन फिर हमारे पास पेंटियम एमएमएक्स भी कर सकते हैं इसलिए हम यहां कह रहे हैं कि पदानुक्रम की धारणा कुछ अलग है हम कहेंगे की यह अवधारणा एक आसान पदानुक्रम की तरह है कि पेंट सीपीयू साझा करते हैं तो इस तरह की एक पदानुक्रम जिसके बारे में हम बहुत अधिक बात करेंगे वह एब्स्ट्रेक्शन हाइरारकी कहा जाता है अब इन 2 पदानुक्रमों को आमतौर पर 2 संरचनाओं के संदर्भ में संदर्भितकिया जाता है एक क्लास स्ट्रक्चर देता है हम यह देखेंगे कि यह सब इस तरह से क्यों है कॉम्प्लेक्स सिस्टम के बारे में बात करता है जो एब्स्ट्रेक्शन हाइरारकी को परिभाषित करता है कृपया ध्यान दें कुछ बिंदु ये हैं यदि आप नए हैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस मैं पढ़ा होगा लेकिन यहां हम उन कोडिंग विवरणों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं यहां हम उच्च स्तरीय अवधारणाओं के बारे में बात कर रहे हैं जो ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर के संदर्भ में जाने जाते हैं बूच खींचे जा रहे हैं यह एक्सेस ऑफ एब्स्ट्रेक्शन है फिर कुछ क्लास है

इसलिए हमारे पास सी है तो एक पर्सनल कंप्यूटिंग सिस्टम के पास होना चाहिए और जब आप व्यवहार की इस समानता के संदर्भ में पूरी प्रणाली को देखते हैं तो हम कहते हैं की क्लास स्ट्रक्चर है यह एक इकाई है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं तो यह एक और इकाई है तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट आदि हो सकता है तो यह मूल रूप से है डीकंपोजिशन हाइरारकी पर आज चर्चा की जाएगी तो इस के साथ अब हम एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम के रूप में संदर्भित किया जाता है अन्य है जो हमने पिछले मॉड्यूल में अध्ययन किया है कॉम्प्लेक्स सिस्टम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस कॉम्प्लेक्स सिस्टम की समग्र जटिलता को समझ और व्यवहार के संदर्भ में देखा है हम इसे किसी भी तरह से विहित रूप में व्यवस्थित करने में सक्षम हैं और यही कारण है कि हम इस पूरे सिस्टम को ऑर्गेनाइजड कंपलेक्सिटी कहते हैं तो यह विहित रूप का एक चित्रण है और फिर से उसी पाठ्य पुस्तक से है यदि आप इस पर गौर करते हैं तो इसका क्या मतलब है यह क्लास हाइरारकी हैं तो यह भाग जो जोड़ा जा रहा है नया यह हिस्सा विहित रूप वाला हिस्सा है जिसे वास्तव में उन विशेषताओं के साथ जोड़ा जा रहा है मूल रूप से एक क्रॉस प्रोडक्ट का संयोजन है इसलिए यदि आप देखते हैं कि आपके पास यहां एक ऑब्जेक्ट है इसका अर्थ मूल रूप से यही है कि यहाँ ऑब्जेक्ट है लेकिन आप थोड़ी सी देखभाल के साथ क्या पढ़ सकते हैं कुछ खेद है कि आकार के संदर्भ में यह स्पष्ट नहीं है यह यहां लिखा है कि यह 3 है जिसका अर्थ है कि यह वस्तु है जो बदले में यह वस्तु है क्लास स्टेट है तो यह पदानुक्रम आपको बताता है कि ऑब्जेक्ट के रूप में बुलाना करना शुरू कर देंगे लेकिन यह बेसिक सिस्टम स्ट्रक्चर का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें यह अब एक बहुत दिलचस्प चित्रण है क्लास स्ट्रक्चर है जिसे हम वास्तव में बनाने की कोशिश कर रहे हैं अब दूसरी तरफ आ रहा है जो कि ऑर्गेनाइजड कंपलेक्सिटी के बारे में था लेकिन अंत में मानव प्राणियों का विश्लेषण करना होगा और वास्तव में इस विहित रूप का निर्माण करना होगा जैसा कि हमने पहले भी चर्चाकरी हैं कुछ अस्पष्ट बातचीत से कुछ अस्पष्ट विवरणों से उल्लेख किया गया था आधा ज्ञान टूटे विचारों आदि द्वारा और जब किसी को एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम में झोक दिया जाता है तो यह जाता है उस व्यक्ति की समझ से परे और यहाँ कुछ अवलोकन है जो विभिन्न मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक ने समय की अवधि मैं निर्धारित करने की कोशिश की है आमतौर पर जो कहा जाता है अधिकतम संख्या कि जो जानकारी होती है यदि आप सरल जानकारी के साथ काम करते हैं जिसे आपउसी समय समझ सके तो यह एक इंसान के लिए 7 की तरह है अब कुछ के लिए यह कम हो सकता है कुछ के लिए थोड़ा अधिक हो सकता है जो उस संख्या के आसपास हो अब जानकारी का यह हिस्सा कुछ भी हो सकता है यह स्वतंत्र अवधारणाएं हो सकती हैं यह एक फ़ंक्शन की संख्या हो सकती है यह अलग अलग घटक हो सकते है या अलग अलग महत्वपूर्ण चीजें जो आप एक तस्वीर में देखते हैं आदि लेकिन एक ही समय में हम कई अवधारणाओं को जानकारी के बहुत सारे खंडों को एक साथ संभाल नहीं सकते हैं ऐसे में मानव के लिए कॉम्प्लेक्स सिस्टम का विश्लेषण करना या उसके अनुसार चल पाना बेहद कठिन हो जाता है और यह माना जाता है जैसा कि आप जानते हैं कि मानव क्षमता सीमित होती है उसके पास अल्पकालिक स्मृतिहै जो हम जल्दी से प्राप्त करते हैं और जल्दी से भूल जाते हैं और कुछ चीजों को ही याद रख सकते हैं मानवि की दूसरी महत्पपूर्ण सीमा प्रोसेसिंग स्पीड है मानव मस्तिष्क अत्यंत धीमा है यदि आपको एक नई जानकारी दी जाती है तो हमें शर्तों के साथ आने में लगभग 5 सेकंड लगते हैं यह क्या है इसका क्या मतलब है तो जानकारी के केवल 7 8 हिस्सा प्रत्येक 5 सेकंड 10 सेकंड के समय के साथ संसाधित किया जा रहा है पूरे सिस्टम में उस जटिलता को संभालने में सक्षम नहीं होने पर जो जरूरी था समय का नुकसान होता है और यह एक कारण है कि मानव कोकॉम्प्लेक्स सिस्टम टीम निर्माण आदि का पालन करना पड़ता है और जैसा कि मैंने मॉड्यूल की शुरुआतमें उल्लेख किया है कि ये अभी भी गठित और तैयार किए जा रहे हैं आपने विकास के विभिन्न प्रतिमानों के बारे में सुना होगा कुछ तदर्थ प्रतिमान पारंपरिक प्रतिमान वाटरफॉल मॉडल आदि है यदि आप इस पर गौर करें तो ये वास्तव में सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं तो मानव मस्तिष्क के इस तरह के बहुत ही अव्यवस्थित व्यवहार से हम इसे एक संरचना में ले जा सकें जहाँ आप कम समय के साथ अधिक जानकारी संभाल सकते हैं लेकिन यह एक संबंधित क्षेत्र बना हुआ है और वास्तव में हम इस संपूर्ण समस्या के संदर्भ में बहुत अधिक मूल्य नहीं जोड़ पाएंगे इसलिए सारांशित करने के लिए हमारे पास यह रूपरेखा है जटिलता से निपटने के कुछ दृष्टिकोण है मुख्य रूप से हमने सिस्टम आर्किटेक्चर कहा जाता है और हमने मानव क्षमता की सीमा को इसका कारण माना है हमारे पास जटिलता का एक बड़ा हिस्सा है जो अभी भी काफी अव्यवस्थित है और जिसे संभालना मुश्किल है तो इस संदर्भ में हमने इस मौलिक दुविधा का सामना नहीं किया है कि हम जिस सॉफ्टवेयर सिस्टम को विकसित करना चाहतेउसकी जटिलता नियमित रूप से बढ़ रही है लगातार बढ़ रही है तो आप इस भविष्यवाणी को कैसे हल करते हैं और यह उन तरीकों में से कुछ है जिसे हम रेखांकित करने की कोशिश करेंगे हम उसी तरह से संभालना और व्यवहार करना शुरू कर सकते हैं ताकि हम इसे मॉड्यूल 5 में अगले मॉड्यूल में बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं